इसलिए इस व्याख्यान में हम फ्लोर प्लानिंग के लिए कुछ एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे इसलिएफ्लोर प्लानिंग एल्गोरिदम इसलिए हम एल्गोरिदम के कई व्यापक क्लासेज को संक्षेप में देख रहे हैं जैसे कि हम देखेंगे कि उनमें से कुछ इन्टिजर लीनियर प्रोग्रामिंग आधारित हैं उनमें से कुछ कुछ विशेष डाटा स्ट्रक्चर्स पर आधारित हैं जैसे रेक्टेंगुलर ड्यूल ग्राफ फिर हीरार्चिकल ट्री सिमुलेटेड एनीलिंग एक बहुत ही आप सामान्य विधि है जो बहुत अच्छे परिणाम देता है और कुछ अन्य विविधताएं हैं तो इन्टिजर लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे मूल विचार यह है कि हम समस्या को लिनियर इक्वेशन के एक सेट के रूप में मॉडल करते हैं यही नहीं हम कुछ कॉस्ट फ़ंक्शन कुछ ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को भी निर्दिष्ट करते हैं जिसे अनुकूलित करना है और हम इसे ILP सॉल्वर को देते हैं आईएलपी सॉल्वर हमें ऑप्टिमम समाधान प्रदान करेगा क्योंकि आईएलपी सॉल्वर ILP सॉल्वर IPL Solver जो भी समाधान देता है वह ऑप्टिमम समाधानों समाधानओ में से सबसे अच्छा है तो समाधान की इष्टतमता की गारंटी है लेकिन हालाँकि कम्प्यूटेशनल कंपलेक्सिटी प्रत्येक उच्च है और इसलिए इसका उपयोग केवल बहुत छोटी समस्या के उदाहरणों के लिए किया जा सकता है इसलिए व्यावहारिक समस्याओं के लिए आप वास्तव में इसका उपयोग नहीं कर सकते रैक्टेंगुलर डुएल ग्राफ अप्रोच यह बहुत ही रोचक दृष्टिकोण है आप यहां देख सकते हैं कि हम विभाजन के साथ फ्लोर प्लॉनिंग के लिंकेज का उपयोग करते हैं आमतौर पर जब विभाजन किया जाता है तो विभाजन प्रक्रिया का आउटपुट ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है फ्लोर प्लॉनिंग ग्राफ को उसके रैक्टेंगुलर ड्यूल में परिवर्तित करके प्राप्त की जाती है आइए अब सबसे पहले यह देखते हैं कि इस रैक्टेंगुलर ड्यूल का क्या अर्थ है एक उदाहरण लेते हैं हमें दूसरे तरह से शुरू करते हैं हमें फ्लोर प्लान के साथ शुरू करते हैं मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह की फ्लोर प्लान है और ये अलग अलग ब्लॉक हैं A B C D और E इसलिए जब हम रैक्टेंगुलर ड्युअलिटी के बारे में बात करते हैं तो विचार यह है कि इस आरेख या इस आकृति में आयताकार क्षेत्र एक वर्टेक्स के अनुरूप होगा तो जो मैंने इस तरह दिखाया है इसमें 5 वेर्तिसेस होंगे और ब्लॉक की हर जोड़ी जिसमें एक साझा सीमा होती है जैसे कि आप देखते हैं कि A और B एक साझा सीमा है तो इन दो वेर्तिसेस को जोड़ने वाली एक एज होगी A और C एक साझा सीमा है इसलिए इसे जोड़ने वाला एक वेर्तिसेस होगा B और D एक साझा सीमा साझा कर रहे हैं D और C एक सीमा साझा कर रहे हैं D और E भी साझा कर रहे हैं और C और E भी साझा कर रहे हैं यही नहीं B और C भी साझा कर रहे हैं लेकिन यहां हमने इस ग्राफ को फ्लोर प्लान से खींचा है लेकिन वास्तव में जो किया जाता है वह दूसरा रास्ता है आपको यह ग्राफ़ दिया जाएगा जो कि विभाजन की समस्या का आउटपुट होगा जिसे हमने अभी कहा है तो ग्राफ इस तरह होगा फिर इस ग्राफ से आपको इसे फ्लोर प्लान में तब्दील करना होगा अब इसे इस तरह से एक प्लानर ग्राफ दिया जाना मुश्किल नहीं है आप इसे आयताकार क्षेत्र द्वारा हर वर्टेक्स की जगह एक रैक्टेंगुलर ड्यूल के साथ बदल सकते हैं और आपको इस तरह सेफ्लोर प्लान मिल जाएगी अब यह आप है विभाजन समस्या का उत्पादन जहां प्रत्येक वर्टेक्स ब्लॉक को इंगित करेगा और एजिस उनके बीच कनेक्शन की संख्या को इंगित करेगा एजिस के वेइट्स कि वे कितनी दृढ़ता से जुड़े हुए हैं यह रैक्टेंगुलर ड्युअलिटी के पीछे का विचार है तो जैसा कि आपने देखा है कि ग्राफ़ रैक्टेंगुलर ड्यूल गुणों को संतुष्ट करता है ग्राफ़ में प्रत्येक वर्टेक्स फ्लोर प्लान में एक अलग आयत के अनुरूप होगा और प्रत्येक एजिस के लिए संबंधित आयतें वे आसन्न हैं वे कुछ क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खंड साझा करेंगे अब यह एक और उदाहरण है जो आपको दिखाया गया है यह एक फ्लोर प्लान है और यह रैक्टेंगुलर ड्यूल ग्राफ है अब एक प्रॉपर्टी जिसे आप देख सकते हैं यह आप स्वयं भी हाथ से अन्य उदाहरणों के साथ काम कर सकते हैं कि आप इस तरह के किसी भी प्लानर फ्लोर प्लान रैक्टेंगुलर फ्लोर प्लान लेते हैं आप इसे ड्यूल ग्राफ में बदल देते हैं आप देखेंगे कि त्रिकोणीय क्षेत्रों का एक सेट ड्यूल ग्राफ में समाहित हो जाएगा इसे प्लानर त्रिकोणीय ग्राफ कहा जाता है प्लेनर का मतलब है कि यह एक समतल पर है और एजिस एक दूसरे क्रॉस नहीं करते हैं तो प्लेनर का मतलब है कि आप एक समतल सतह पर ग्राफ को लेआउट कर सकते हैं और एजिस एक दूसरे को पार नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोर प्लान प्लानर था आप जिस ग्राफ पर एम्बेड कर रहे हैं वह भी प्लानर ग्राफ होगा तो यह स्वचालित है और सभी चेहरे प्रकृति में त्रिकोणीय होंगे यह संपत्ति है तो यह ग्राफ अनिवार्य रूप से एक प्लानर त्रिकोणीय ग्राफ होगा जिसे आपको एक फ्लोर प्लान में बदलना है अब कुछ चीजें हैं अब यदि आपके पास एक क्रॉस जंक्शन के साथ एक फ्लोर प्लान है तो देखें कि यह एक प्लैनर त्रिकोणीय ग्राफ के अनुरूप नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 आसन्न हैं 1 और 4 आसन्न हैं 2 3 और 3 4 तो यह इस तरह दिखेगा लेकिन 1 3 और 2 4 वे किसी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टीकल रेखा को साझा नहीं करते हैं इसलिए अगर हमारे पास इस तरह की स्थिति है तो आपको PGT नहीं मिलता है लेकिन अगर आपके पास इस तरह की स्थिति है तो आप क्या कर सकते हैं यदि आप इस एज को थोड़ा 3 4 में बदल देते हैं अगर आप इसे इस तरह से थोड़ा शिफ्ट करते हैं तो 2 और 4 के बीच एक साझाकरण होगा 2 और 4 के बीच एक एज होगी सही में आ रहा है तो PTG एक संपत्ति है जो आपके पास PTG होनी चाहिए आप इसे इस ग्राफ में अनुवाद कर सकते हैं अब एक समस्या यह है कि प्रत्येक प्लैनेर त्रिअंगुलार ग्राफ को एक फ्लोर प्लान में अनुवाद नहीं किया जा सकता है यह एक और केवल एक समस्या का मामला है जिसे एक जटिल त्रिकोण कहा जाता है यह वास्तव में इस तरह खींचे गए 4 वेर्तिसेस का पूरा ग्राफ इंगित करता है 3 त्रिकोणीय फेसेस हैं अब आप इसे आज़मा सकते हैं किसी भी तरह से आप देखेंगे कि आप एक फ्लोर प्लान नहीं बना सकते हैं जिसके लिए संबंधित ड्यूल ग्राफ यह होगा तो यह जटिल त्रिकोणीय एक कठिन समस्या है इस विशेष दृष्टिकोण में जब भी आप इसे एक ग्राफ में सामना करते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूं इसलिए यहां आप जो कह रहे हैं वह यह है कि हम उस ग्राफ से शुरू करते हैं जिसे हमारा विभाजन एल्गोरिदम हमें दे रहा है कुछ ब्लॉक और उनके इंटरकनेक्शन्स कनेक्शन की ताकत का संकेत देते हैं अब अगर हमारे पास उस ग्राफ़ में योजनाकार त्रिकोण हैं तो आप इसे किसी लेआउट या फ़्लोर प्लान में मैप कर सकते हैं इसलिए यह हमेशा आपके पास रहेगा लेकिन यदि आपके पास एक जटिल त्रिभुज है तो आप उस उप ग्राफ़ को एक रेक्टेंगुलर ड्यूल में फ़्लोर प्लान में मैप नहीं कर सकते हैं तो यह एक खामी है फ्लोर प्लानिंग के लिए एक दिलचस्प दृष्टिकोण है जहां हम एक विभाजन का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राफ के साथ शुरू करते हैं और वहां से हम इसे एक फ्लोर प्लान में अनुवाद करते हैं लेकिन मुख्य मुद्दा कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल का मुद्दा है तो हम क्या करते हैं एक संभावित हेयुरिस्टिक जो प्रस्तावित किया गया है वह कुछ इस तरह है आप पूर्ण विभाजन ग्राफ complete partitioning graphपर विचार करते हैं आप उन सभी काम्प्लेक्स ट्राएंगल्स की पहचान करते हैं जो वहां मौजूद हैं आप उन प्रत्येक काम्प्लेक्स ट्राएंगल्स में से एक एज का चयन करते हैं और प्रत्येक एज में आप एक एड्जेस जोड़ते हैं जिसका अर्थ है कि यह कुछ ऐसा है मान लीजिए कि आपका काम्प्लेक्स ट्रायंगल इस तरह दिखता है तो हम जो कह रहे हैं वह यह है कि एड्जेस में से किसी में आप एक वर्टेक्स जोड़ते हैं और हम यहां एक डमी एज जोड़ते हैं तो यह अब एक कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल समस्या को हल कर देते हैं अगर मैं इस तरह से डमी एज जोड़ देता हूं तो समस्या समाधान का सुझाव है आप इस तरह के डमी वेर्तिसेस को जोड़ते हैं फिर से इस तरह के एड्जेस के वजन के न्यूनतम सेटअप का निर्धारण करते हैं जो सभी कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल को समाप्त कर सकता है यह भी एक कठिन समस्या साबित होती है लेकिन फिर भी कुछ हेयुरिस्टिक उपलब्ध हैं कुछ उपकरण जो मेरा मतलब है कि वास्तव में इस तरह की हेयुरेटिक्स का उपयोग एक फ्लोर प्लान बनाने के लिए किया गया है यह पदानुक्रमित दृष्टिकोण एक दिलचस्प दृष्टिकोण है जिसका उपयोग आमतौर पर भी किया जाता है इसलिए यहां हम जो कहते हैं वह है हम किसी प्रकार के डिवाइडेड एंड कॉनकोर दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं इसका मतलब है हम समस्या को छोटी उप समस्याओं में विभाजित करते हैं जो आसानी से प्रबंधनीय हैं जैसे कि हम 3 वेर्तिसेस के साथ एक छोटे से ग्राफ पर विचार करते हैं इसका मतलब है 3 ब्लॉक तो इन 3 ब्लॉकों को 3 संभावित तरीकों से रखा जा सकता है इसलिए हम जो कह रहे हैं अगर हमारे पास ब्लॉक का एक छोटा सेट है हमारे पास एक ग्राफ है हमारे पास a b और c के गुण हैं उनके क्षेत्र और उनके गुण क्या हैं वे कैसे जुड़े हुए हैं तो आप वैकल्पिक फ्लोर प्लांस का पता लगा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इन 3 में से कौन सा सबसे अच्छा है मान लीजिए कि आप पाते हैं कि अंतिम सबसे अच्छा है तो आप इस पर फ्रीज कर देते हैं और आप इस a b c को सिंगल माइक्रो नोड में मर्ज कर देते हैं जिसका अर्थ है कि आप इस उप समस्या को पहले ही हल कर चुके हैं ए बी सी को इस फैशन में सही तरीके से रखा जा सकता है अन्य दो को आप अनदेखा करते हैं यह मूल विचार है ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन के बाद 3 मॉड्यूल निर्धारित किए जाते हैं जैसा कि मैंने कहा था आप उन्हें एक एकल मॉड्यूल में मर्ज करते हैं तो अगला उच्च स्तर जो कि तथाकथित सुपर वर्टेक्स होगा और आप इसे दोहराते चले जाएंगे लेकिन यहाँ समस्या यह है कि जैसा कि मैंने कहा था कि आप प्रत्येक चरण में वेर्तिसेस की छोटी संख्या पर विचार कर रहे हैं लेकिन कितना छोटा है 3 4 5 6 अच्छी तरह से यह देखा गया है कि ऐसी संभावनाओं की संख्या वे वेर्तिसेस की संख्या के साथ बहुत तेजी से बढ़ती हैं इसलिए आम तौर पर हम नोड्स की संख्या को 5 तक सीमित करते हैं इससे अधिक नहीं संभव मंजिल योजनाओं की संख्या d के साथ तेजी से बढ़ जाती है घ ग्राफ में वेर्तिसेस की संख्या है तो एक उदाहरण केवल लिए d 2 के बराबर मानते हैं ये 2 संभावनाएं हैं 3 के बराबर d के लिए आपके पास 6 संभावनाएं हो सकती हैं इस तरह से यह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है जैसे कि हम d 4 या 5 पर जाते हैं तो विचार यह है कि यदि आपके पास उस आकार का ग्राफ़ है तो आप सभी संभावनाओं का पता लगाने और फर्श योजना के ऑप्टिमम कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं इसे फ्रीज करें और अगले स्तर के अधिकार के लिए सभी वेर्तिसेस को एक ही सुपर वर्टेक्स में मर्ज करें तो नीचे इस पदानुक्रमित विधि में प्राकृतिक दृष्टिकोण है इसलिए मॉड्यूल ग्राफ में वेर्तिसेस के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि एड्जेस कनेक्टिविटीकोएज के वजन का संकेत देगा इसलिए जिन मॉड्यूल में अधिक वजन होता है वे मॉड्यूल के जोड़े प्रतिबंध के साथ एक साथ क्लस्टर किए जाएंगे कि प्रत्येक क्लस्टर में मॉड्यूल की संख्या d तक सीमित होगी यह d हमारी सीमा है जैसे विचार यह है हमारे पास एक ग्राफ है प्रत्येक वर्टेक्स ब्लॉक को इंगित करता है एजिस एजिस का वजन इंगित करता है कि ब्लॉक के बीच कितने कनेक्शन हैं मान लीजिए कि मैं d ऐसे नोड्स के एक सेट का चयन करता हूं जो दृढ़ता से जुड़े हुए है आप d नोड्स के उस सेट को लेते हैं उन्हें बेहतर तरीके से रखते हैं क्योंकि आप सभी संभावनाओं को जानते हैं सभी संभावनाओं का पता लगाते हैं यह पता लगाते हैं कि कौन सा फ्लोर प्लान कॉन्फ़िगरेशन आपको न्यूनतम लागत देता है इसे लें और उन पांच नोड्स को एक एकल नोड द्वारा प्रतिस्थापित करें लेकिन उस संख्या को d 5के बराबर तक सीमित करें इसलिए एक्सहॉस्टिव एनुमेरशन हर चरण पर की जाती है इस क्लस्टर को उच्च स्तर के प्रसंस्करण के लिए एक बड़े मॉड्यूल में विलय कर दिया जाता है और इसे दोहराते हैं अब यह निश्चित रूप से एक लालची प्रक्रिया है जहां आप वजन के घटते क्रम में एड्जेस को छांटते हैं आमतौर पर सबसे मजबूत कनेक्टिविटी का संकेत करने वाला सबसे भारी वजन आमतौर पर पहले चुना जाएगा और मॉड्यूल एक लालची फैशन में क्लस्टर किए जाते हैं और यह दोहराया जाता है मैं इसे एक उदाहरण के साथ दिखाऊंगा की यह कैसे किया जाता है तो हम एक उदाहरण लेते हैं मैं इस पर वापस आता हूं आइए हम इस उदाहरण को लेते हैं यह 5 वेर्तिसेस के साथ एक ग्राफ है एड्जेस के वजन दिखाए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक लालची क्लस्टरिंग मैं जो वर्टेक्स मजबूत होते हैं सबसे दृढ़ता से जुड़े होते हैं जैसे a और b c और d आप उन्हें एक साथ मर्ज करते हैं आप a और b एक साथ डालते हैं आप c और d एक साथ डालते हैं तो एक बार जब आप इसे करते हैं तो आप केवल e के साथ ही रह जाते हैं तो इस क्लस्टर के साथ अपेक्षाकृत वीकली कनेक्टेड है यह 2 और 1 है अब क्या होता है कि यह a b एक साथ जुड़ जाता है c d एक साथ जुड़ जाता है लेकिन आपके पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ e को रखा जा सके तो इस लालची क्लस्टरिंग में संभवतः आपको दाईं ओर रखा जाएगा तो आपको ऊपर और नीचे पर बहुत सारे खाली स्थान मिलेंगे इसलिए जो एक ह्यूरिस्टिक का जो सुझाव दिया गया है वह यह है कि यह एक समस्या है कुछ लाइटवेट वेटेड एजिस को पदानुक्रम में उच्च स्तर पर चुना जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप असंगत क्षेत्रों के दो क्लस्टर के आसन्न होने से लेआउट क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है जैसे कि आप यहां देखते हैं यह e यह b और c d ऊंचाई के संदर्भ में अच्छी तरह से संगत है इसलिए e आप कहीं भी नीचे नहीं रख सकते हैं इसलिए आपको इसे दाईं ओर रखना होगा तो यह होता है अब यह ह्यूरिस्टिक कहता है यदि आप देखते हैं कि एक क्लस्टर बहुत छोटे वजन के साथ पड़ोसी क्लस्टर से जुड़ा हुआ है तो आप उन्हें एक साथ क्लब करते हैं शुरू में यह सिर्फ एक अनुमान है विचार यह है कि आप देखते हैं कि d और e बहुत 1 वजन के साथ बहुत वीकली कनेक्टेड है आप शुरुआत में ही d और e को एक साथ क्लब करते हैं तो d और e अगल बगल में ठीक होंगे अब आप बाकी a और b को एक साथ c और d को एक साथ करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि जो समाधान हमें मिलता है वह अधिक कॉम्पैक्ट होगा क्योंकि d और e क्योंकि वे एक साथ हैं आप इसे c के नीचे रख सकते हैं लेकिन यहाँ क्योंकि c और d विलय कर रहे हैं d को इसके ठीक नीचे c के केंद्र में रखा जाएगा तो आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप e को दाएं या बाएं रख सकें लेकिन यहां ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक अनुमान है जो यथोचित समाधान देता है अब ऊपर नीचे अन्य विकल्प है तो यहाँ आप विभाजन प्रक्रिया से शुरू करते हैं तो आप पूरे नेटलिस्ट से शुरू करते हैं तो विचार यह है तो आपके पास पूरी नेटलिस्ट है जो आपकी पूरी फ्लोर प्लान से मेल खाती है आप इस नेटलिस्ट को दो भागों में विभाजित करते हैं फ्लोर प्लान में यह दो भागों से मेल खाती है तो आपके पास पूरी नेटलिस्ट netlist है जो आपकी पूरी फ्लोर प्लान से मेल खाती है आप इस नेटलिस्ट को दो भागों में विभाजित करते हैं फ्लोर प्लान में यह दो भागों से मेल खाती है आप इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं यहाँ आप फर्श योजना को 3 भागों में विभाजित करते हैं यहाँआप इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं यहाँ आप 2 भागों में विभाजित करते हैं तो एक से एक पत्राचार है ऊपर नीचे आप नेटलिस्ट का विभाजन कर रहे हैं और उसी समय इसी अनुरूप आप फ्लोर प्लान का विभाजन भी कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे मान लीजिए कि ये a b c d और e हैं तो आप ठीक उसी जगह पर पहुंच रहे होंगे जहां फ्लोर प्लान में आप उन्हें प्लेस कर रहे होंगे तो यह ऊपर नीचे दृष्टिकोण स्थान दे रहे है लेकिन प्रमुख मुद्दा यह है कि हमने कार्निगन लिन विभाजन एल्गोरिथ्म देखा है जो एक ग्राफ को दो भागों में विभाजित करता है लेकिन यहां सामान्य रूप से हमें एक ऐसी विधि की आवश्यकता होती है जो एक ग्राफ को दो से अधिक भागों में विभाजित कर सके लेकिन इस तरह के अच्छे एल्गोरिदम आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं हमें ह्यूरिस्टिक्स और एप्रोक्सीमेशन विधियों का उपयोग करना होगा तो k way पार्टीशन इसे कहा जाता है तो k way पार्टीशन के लिए एल्गोरिदम हैं जिनका उपयोग यहां किया जा सकता है जो कि नेट लिस्ट को k अलग अलग भागों में विभाजित करता है लेकिन अच्छा समाधान प्राप्त करने के लिए फिर से कंप्यूटेशन कंपलेक्सिटी काफी अधिक है इसलिए यह एक समस्या है इस वजह से यह बहुत व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है संतुलित विभाजन को प्राप्त करना मुश्किल है संतुलित का मतलब समान आकार के विभाजन हैं इसलिए प्राप्त करना मुश्किल है सिमुलेटेड एनीलिंग एक दिलचस्प तरीका है तो सिम्युलेटेड एनीलिंग एक बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है जिसका उपयोग VLSI CAD में किया जाता है और अन्य अनुप्रयोगों में भी यह मॉडल धातुओं की एनीलिंग प्रक्रिया है तो यह मूल रूप से एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का समाधान जहां आपके पास एक समाधान है जिसे हम एक समाधान के साथ शुरू करते हैं हमारे पास मूव्स का एक सेट है जो हमें एक समाधान से दूसरे तक ले जा सकता है और हमारी एक कॉस्ट फंक्शन है जिसमें आप मूल्यांकन कर सकते हैं किसी समस्या के लिए इसका मतलब है मेरे पास मेरा समाधान है इसका मतलब है कि हमारे पास एक समाधान प्रतिनिधित्व है यह एक पुनरावृत्त प्रक्रिया है हर कदम पर हम समाधान में कुछ छोटे बदलाव करते हैं इन्हें मूव्स कहा जाता है परिवर्तन करने के बाद हम जाँचते हैं कि हम एक बेहतर समाधान प्राप्त कर रहे हैं या नहीं अगर हमें एक बेहतर समाधान मिलता है तो कॉस्ट फंक्शन है जिसका उपयोग करके हम जांच कर सकते हैं कि यदि हम एक बेहतर समाधान प्राप्त करते हैं तो हम हमेशा इसे स्वीकार करते हैं लेकिन यदि आप एक बुरा समाधान प्राप्त करते हैं तब भी हम इसे स्वीकार कर सकते हैं लेकिन यह संभावना समय के साथ कम हो जाएगी इसे एनीलिंग प्रक्रिया या धातुओं में शीतलन प्रक्रिया कहा जाता है या जो भी कहते हैं तो सिमुलेशन सिमुलेशन एनलाइज्ड एल्गोरिथ्म के पीछे यह आधार विचार है तोफ्लोर प्लानिंग बनाने के लिए इस पद्धति में फ्लोर प्लान एक ट्री द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और पॉलिश नोटेशन जो मैंने पहले पोस्टफ़िक्स नोटेशन के बारे में बात की थी उसी तरह के पोस्टफ़िक्स नोटेशन का उपयोग प्रदर्शित करने के लिए और मूव्स के जोड़ तोड़ के लिए भी किया जाता है तो कैसे देखते हैं तो यह नोटेशन मैं आपकी सुविधा के लिए दोहरा रहा हूं यह i और j दो ब्लॉकों को इंगित करता है ijH का अर्थ कुछ इस तरह है यह i और j एक क्षैतिज रेखा i और j से जुड़े हैं यह ijH द्वारा निरूपित करेगा इसी तरह ijV इसका मतलब आयत j आयत i के बाईं ओर है अगर मैं ijV लिखता हूं तो यह j के अनुरूप होगा मैं ऊर्ध्वाधर रेखा से अलग होकर I के बाईं ओर होता हूं तो ऐसा हर टुकड़ा पॉलिश या पोस्टफिक्स नोटेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है अब एक नोर्मालिज़ेड पॉलिश एक्सप्रेशन को परिभाषित करें जो कहती है कि एक पॉलिश एक्सप्रेशन को नोर्मालिज़ेड कहा जाता है यदि इसमें लगातार H या V प्रतीक नहीं होते हैं यह केवल अतिरेक की कुछ मात्रा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि जैसा कि आपने पहले देखा है कि एक ही फ्लोर प्लान में कई स्लाइसिंग ट्री हो सकते हैं या उनके पास कई पॉलिश नोटेशन हो सकते हैं तो यह एक तरीका है इसे नॉर्मलाइज़ करने का हम एक उदाहरण लेते हैं यह एक फ्लोर प्लान है वहां दो वैकल्पिक स्लाइसिंग ट्री हैं आप देख सकते हैं आप या तो 1 और 2 को पहले 3 और 4 को पहले मर्ज कर सकते हैं और फिर उन्हें मिला सकते हैं या आप 1 और 2 को पहले मर्ज कर सकते हैं आप इसके साथ 3 कंबाइन करें फिर इसके साथ 4 कंबाइन करें तो इसी पॉलिश नोटेशन इस तरह दिखेंगे 1 2 H इसका मतलब है डैश 3 4 V इसका मतलब है कि बार यह बार यह बार यह और इसके समान 1 2 डैश 3 बार 4 बार आप यहां देख सकते हैं लगातार दो वर्टिकल नोटेशन हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं है इसको नॉर्मलाइज़ माना जाएगा इसलिए प्रतिनिधित्व के लिए हम केवल नॉर्मलाइज़ एक्सप्रेशन का उपयोग करेंगे यह वही है जो हम करते हैं मूव्स के कुछ पैरामीटर जिनकी मैंने बात की है 3 मूव्स को यहां परिभाषित किया गया है पहला मूव्स कहता है कि आप दो आसन्न ऑपरेंडों को स्वैप करते हैं मूव्स दो कहता हैं कि आप दो ऑपरेंड्स के बीच ऑपरेटरों की एक श्रृंखला को कंप्लीमेंट करते हैं इसे एक श्रृंखला कहा जाता है कंप्लीमेंट का अर्थ है यदि यह V है तो आप इसे H बनाते हैं यदि यह H है तो आप इसे V बनाते हैं तो दो ऑपरेंड्स के बीच ऑपरेटरों की एक श्रृंखला को कंप्लीमेंट करने का मतलब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा है मेरे पास एक ब्लॉक है मेरे पास a है मेरे पास एक ब्लॉक बी है इनके बीच मेरे पास डैश है बार डैश है तो यह क्या कहता है कि आप बार डैश बार द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं उनमें से प्रत्येक को पूरक करते हैं इसे एक श्रृंखला कहा जाता है और तीसरा कदम दो निकटवर्ती ऑपरेटरों और ऑपरेंडों को स्वैप करता है इसलिए यदि आपके पास एक डैश है तो कुछ इस तरह से स्वैप करते हैं और पहले वाला निश्चित रूप से निकटवर्ती ऑपरेंड को स्वैप करें इसका मतलब है अगर यह a b है तो इसे b a बनायें और जिस बिंदु पर आप ध्यान दें कि एक मूव बनाने के बाद हम इसे केवल तभी मानेंगे जब यह नॉर्मलाइज़ एक्सप्रेशन में परिणत होगा क्योंकि आप मूव की जाँच कर सकते हैं a और b एक नॉर्मलाइज़ एक्सप्रेशन को एक पर नॉर्मलाइज़ छोड़ देंगे केवल मूव c का परिणाम हो सकता है जहां एक नॉर्मलाइज़ एक्सप्रेशन अन नॉर्मलाइज़ हो सकती है जैसे एक स्थिति हो सकती है की यह एक डैश था इसे डैश कह दें इसलिए यदि आप इन दोनों को स्वैप करते हैं यह डैश डैश बन सकता है तो आपको लगातार दो डैश मिल सकते हैं यह अन नॉर्मल फाइन हो सकता है तो कॉस्ट फ़ंक्शन फिर से बहुत समान होगा आपके पास एरिया है आपके पास तार की लंबाई है फिर कुछ वेटेड फ़ंक्शन यह मैंने पहले ही चर्चा की है उसी तरह का कॉस्ट फ़ंक्शन का आप उपयोग कर सकते हैं और यह केवल एक उदाहरण है मान लें कि यह एक प्रारंभिक समाधान था जहां से आप शुरू कर रहे हैं यह इसका पॉलिश नोटेशन है इसलिए मैं केवल मूव्स के एक संभावित अनुक्रम का चित्रण कर रहा हूं आप एक मूव्स बनाते हैं जिसका अर्थ है कि आप दो ऑपरेंड स्वैप कर रहे हैं यह 4 और 3 आप इसे 3 और 4 बनाते हैं तो क्या होगा 3 यहां आएंगे 4 वहां आएंगे इसलिए हमें इस तरह का समाधान मिलेगा मूव b 2 और 3 के बीच आप सब का कंप्लीमेंट करते हैं केवल 1 है आप इसे डैश से कंप्लीमेंट करते हैं तो नया लेआउट इस तरह दिखता है c को मूव करें मैं क्या करूँ यह 4 और यह डैश इन्हें स्वैप करें यह बन जाता है इस उदाहरण को देखें मैंने जानबूझकर सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए निर्मित किया है कि मूव के कुछ अनुक्रम में बहुत अच्छा अंतिम समाधान हो सकता है लेकिन व्यावहारिक संदर्भ समय 2839 मामले में आपको ऐसे पुनरावृत्तियों के लिए बहुत कुछ करना होगा बहुत कुछ ट्रेल्स और त्रुटियों होगी और आप संभवतः एक अच्छे समाधान पर पहुंचेंगे लेकिन यह उदाहरण वास्तव में आपको दिखाता है कि मूव का एक क्रम ढूंढना संभव है जिसके माध्यम से एक बुरे समाधान से आप एक अच्छे समाधान पर जा सकते हैं और अंत में हमें केवल आयताकार और एल आकार के ब्लॉक के बारे में बात करते हैं आप देखते हैं कि ब्लॉक आकार केवल आयताकार नहीं कुछ भी हो सकता है वे इस तरह एल आकार हो सकते हैं लेकिन यहां तक कि अगर आप अपने आप को केवल आयताकार ब्लॉकों तक सीमित रखते हैं तो जब भी आप ब्लॉक को साइड में रखते हैं तो यह इस तरह से एल का आकार ले सकता है और जब भी आप एक के बाद एक क्रम में ब्लॉक डालते हैं तो आप एक स्थिति तक ले जा सकते हैं मुझे यह यहां दिखाया गया है जहां आपको एक व्हील के प्रकार की संरचना मिलती है जो बिना स्लाइस के होती है इसलिए हालांकि प्रत्येक ब्लॉक आयत थे क्योंकि हम एक के बाद एक चलते हैं आप कनेक्ट करते चले जाते हैं अंत में आपको एक व्हील प्रकार की संरचना मिल सकती है तो ये कुछ ऐसी जटिलताएं हैं जिन पर आपको रचनात्मक आयताकार फ्लोर प्लान बनाते समय विचार करने की आवश्यकता है इसलिए मैंने अभी संभव फ्लोर प्लानिंग एल्गोरिदम के बारे में गहराई में जाए बिना एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास आने वाले दृष्टिकोणों के बारे में एक उचित विचार होगा